छात्रों का स्वागत करते हैं इसलिए इस कक्षा में हम सूची प्रबंधन के बारे में सीखना और बात करना शुरू करेंगे एक महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति या सबसे महत्वपूर्ण आप इस तरह कह सकते हैं वर्तमान परिसंपत्तियों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति जो हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन विभिन्न वर्तमान परिसंपत्तियां या अलग अलग वर्तमान परिसंपत्तियों का स्तर जिसे हमें बनाना है पहली संपत्ति इन्वेंट्री है जैसा कि हमने अतीत में भी कई बार बात की है कि इन्वेंट्री क्या है इन्वेंट्री का महत्व क्या है इन्वेंट्री की आवश्यकता क्या है और यह फर्म की समग्र लाभप्रदता को कैसे प्रभावित करती है यदि आप इन्वेंट्री नहीं रखते हैं तो यह उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है यदि आप इन्वेंट्री रखते हैं तो यह लागत में सही वृद्धि करेगा या यदि आप तैयार माल की इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार के आविष्कार हैं एक कच्चे माल की सूची है दूसरी प्रक्रिया में काम की सूची है और तीसरा तैयार माल की सूची है यदि आपके पास पर्याप्त माल नहीं है यदि आप कच्चे माल की पर्याप्त सूची नहीं रखते हैं तो क्या होगा आपकी उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है इन्वेंट्री के स्तर को सबसे निचले स्तर पर रखने के लिए जापान में निर्माण कंपनियों ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिसे हम समय के अनुसार कहते हैं लोग इस अवधारणा को गलत समझते हैं कि जेआईटी के तहत इन्वेंट्री का स्तर 0 है लेकिन यह सच नहीं है JIT में भी इन्वेंट्री का स्तर 0 नहीं है हम जेआईटी के तहत भी सूची का न्यूनतम स्तर रखते हैं इसलिए कि हमारे उत्पादन इकाई में और उसके आसपास आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है कच्चे माल का स्रोत और उस कच्चे माल का उपयोग जिस फर्म को उस कच्चे माल का उपयोग करना है और जिस फर्म को उस कच्चे माल की आपूर्ति करनी है 2 फर्मों के बीच की दूरी 2 फर्मों के बीच आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था 2 फर्मों के बीच रसद और परिवहन के साधन 2 फर्मों के बीच महत्वपूर्ण कारक हैं यदि हम इन्वेंट्री के स्तर को 0 रखते हैं या शायद हम एक ऐसी स्थिति बनाते हैं कि हम कच्चे माल की इन्वेंट्री नहीं रखेंगे हमारे पास ऐसी स्थिति होगी कि आपूर्तिकर्ता के स्थान से कच्चे माल की सीधी शुरुआत होगी जब हम ऑर्डर देते हैं और तब तक जब तक प्लांट में निर्माण प्रक्रिया में सामग्री न्यूनतम स्तर पर जाती है तब तक हमें सामग्री का एक और ट्रक लोड प्राप्त होता है और यह सीधे संयंत्र में जाता है हम उस पौधे का उपयोग करते हैं और फिर हम सामग्री का एक और ट्रक लोड करते हैं और सीधे उस संयंत्र में जाते हैं इस तरह हम उस स्थिति का निर्माण कर रहे हैं लेकिन देखें कि अमेरिका और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं में यह संभव है जहां लॉजिस्टिक्स बहुत कुशल हैं सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है रेलवे की हालत बहुत अच्छी है इसलिए हम अपनी अर्थव्यवस्था के साथ उन अर्थव्यवस्थाओं की तुलना नहीं कर सकते हैं फिर भी उन अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे माल की इन्वेंट्री के स्तर को भी नीचे आने की अनुमति नहीं है 0 से नीचे आने की भी अनुमति नहीं है वे कुछ इन्वेंट्री भी रखते हैं लेकिन हां आप कह सकते हैं कि इन्वेंट्री का स्तर उस इन्वेंट्री की तुलना में सबसे कम हो सकता है जिसे हम भारत में रख रहे हैं इन्वेंट्री कीपिंग का मतलब है कि उन फर्मों को अपनी अर्थव्यवस्था में रखना बहुत कम है वह कहानी का एक हिस्सा है लेकिन आप शो को 0 इन्वेंट्री के साथ नहीं चला सकते क्योंकि कभी भी हम स्टॉक आउट की स्थिति में हो सकते हैं और स्टॉक आउट का सभी स्तरों पर या सभी स्तरों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है पहले अगर कच्चे माल की कोई सूची नहीं है और हमारे पास जो भी वस्तु सूची है उसे पहले ही प्लांट और ट्रक पर लाद दिया गया है जो उस समय के एक विशेष बिंदु पर पहुंचने की उम्मीद थी जो बाधाओं के कारण आप तक नहीं पहुंच सकते यह ट्रैफिक जाम के रूप में या शायद खराब सड़क की स्थिति या किसी अन्य चीज के कारण यह समय पर संयंत्र तक नहीं पहुंच सकता है तो क्या हुआ उनकी उत्पादन प्रक्रिया अटक गई इससे व्यवधान हुआ इसमें बाधा आ गई और क्या होगा आपका पौधा बेकार है आपके कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं आपकी पूरी उत्पादन सुविधा बेकार है और हम लागत का भुगतान कर रहे हैं लेकिन हम उस सुविधा का उपयोग उस सीमा तक नहीं कर रहे हैं जितना हम कर सकते थे इसी तरह डब्ल्यूआईपी चरण में भी प्रक्रिया चरण में काम करते हैं सामग्री भी एक चरण से दूसरे चरण में चलती है तो अगर पहले चरण पर कोई सामग्री नहीं है तो निश्चित रूप से स्थिति डब्ल्यूआईपी चरण में भी आएगी प्रक्रिया चरण में भी और हमें उसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब हमारे पास उद्घाटन सूची स्तर पर या शायद विनिर्माण प्रक्रिया के शुरुआती चरण में स्थिति है क्योंकि इन्वेंट्री की कोई नियमित आपूर्ति नहीं है इसलिए प्रक्रिया की शुरुआत में सामग्री की कोई उपलब्धता नहीं है प्रक्रिया के बीच में कहीं नहीं और अंत में आपके पूरे संयंत्र और श्रमिक झूठ बोल रहे हैं या बेकार बैठे हैं तीसरा है इन्वेंट्री का प्रकार तैयार माल की इन्वेंट्री हम वांछित स्तर पर तैयार माल की कुछ सूची रखते हैं क्योंकि हम बाजार से मांग नहीं जानते हैं यद्यपि हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि हमारे उत्पाद की कितनी इकाइयाँ एक सप्ताह में या एक पखवाड़े में या एक महीने में बाजार में बिकती हैं जो हमारे वितरक हैं उनके औसत मासिक आदेश क्या हैं हम उन्हें कितना आपूर्ति करने जा रहे हैं और वे फर्म से कितनी मांग करने जा रहे हैं इसलिए हम आपूर्तिकर्ता सप्लायर के रूप में फर्म और बाजार में विभिन्न वितरकों के बीच आपूर्तिकर्ता के बीच उचित तालमेल बनाए रखने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे परे भी कभी कभी फर्मों को अप्रत्याशित आदेश प्राप्त होते हैं जो नियमित वितरकों या वितरण चैनलों से नहीं होते हैं कभी कभी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आप एक बार में कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी उदाहरण के लिए कोई भी हम IIT रुड़की में हैं और उदाहरण के लिए IIT रुड़की ने फैसला किया है कि सभी कक्षाओं में हम रंगीन टीवी सही प्रदान करेंगे और हमने फैसला किया कि ये रंगीन टीवी सैमसंग से खरीदे जाएंगे इसलिए आम तौर पर सैमसंग को पता है कि उनकी रंगीन टीवी की मासिक खपत या उनकी वितरण प्रक्रिया द्वारा रंगीन टीवी की बिक्री या बाजार में उनके वितरक डीलरों को 500 यूनिट कहा जाता है और अगर वे केवल निर्माण कर रहे हैं कि 500 इकाइयां इसका मतलब है कि तैयार माल के गोदाम में इन्वेंट्री का स्तर समाप्त रंगीन टीवी 0 है वे कोई सूची नहीं रख रहे हैं सीधे उनके कच्चे माल को प्लांट करने के लिए आ रहा है प्रक्रिया होने के नाते तैयार उत्पाद में परिवर्तित हो गया है और प्लांट से ही यह वितरकों के लिए बाजार में जा रहा है गोदाम में कुछ नहीं जा रहा है और गोदाम खाली है अब आईआईटी रुड़की 100 200 रंगीन टीवी खरीदना चाहता है और उनका कहना है कि इसका मतलब है कि हम इस तरह से योजना बनाएंगे कि हम सीधे कंपनी से खरीद लेंगे क्योंकि हम थोक में खरीदने जा रहे हैं इसलिए इसे किसी वितरक से खरीदने के बजाय हम इसे खरीद लेंगे कंपनी सीधे या वितरक से भी जब किसी भी वितरक को आईआईटी रुड़की से 200 रंगीन टीवी का ऑर्डर मिलता है तो उसके पास स्टॉक नहीं होता है वह कंपनी से पूछेगा कि मैं आईआईटी रुड़की को 200 रंगीन टीवी बेचना चाहता हूं जो नियमित खरीदार नहीं है उन्होंने आदेश को एक बार में ही रख दिया है कृपया मुझे 200 अतिरिक्त रंगीन टीवी की आपूर्ति करें यहां तक कि कंपनी के स्तर पर भी सैमसंग वे ऑर्डर नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने आदेश खो दिया है वे बस से छूट गए हैं हो सकता है कि आईआईटी रुड़की सोनी में शिफ्ट हो जाए या हो सकता है कि वे एलजी या किसी अन्य कंपनी में जा सकते हैं क्योंकि हम जल्दी से आपूर्ति चाहते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी लागत भी है मतलब इन्वेंट्री उपलब्ध नहीं होना भी एक लागत है और उस लागत को स्टॉक आउट लागत कहा जाता है स्टॉक आउट कॉस्ट वह है जो हम उस ऑर्डर को नहीं बना सकते हैं हम उस ऑर्डर को परोस नहीं सकते हैं हम उस ऑर्डर के साथ बाजार की सेवा नहीं कर सकते हैं और नंबर एक पर हम बिक्री खो चुके हैं हमने राजस्व खो दिया है हमने मुनाफा खो दिया है यह एक भौतिक प्रभाव जिसे आप कह सकते हैं भौतिक हानि और दूसरा नुकसान जो आप इसे अदृश्य हानि कह सकते हैं और उस नुकसान को सद्भावना में कमी प्रतिष्ठा में कमी और इसे बहुत गंभीर और बड़ा नुकसान कहा जाता है तो इसका मतलब है कि कहानी की नैतिकता इस तथ्य के बावजूद है कि इन्वेंट्री की लागत केवल एक है यह हमारे लिए कुछ भी नहीं कमाता है दुनिया की कोई भी कंपनी सभी 3 स्तरों पर कुछ निश्चित इन्वेंट्री न रखकर शो चला सकती है यदि वे मान लेते हैं कि आपूर्तिकर्ता से एक ट्रक लोड सीधे आ रहा है संयंत्र में जा रहा है प्रक्रिया में काम करने के लिए परिवर्तित किया जा रहा है कार्य में प्रक्रिया से इसे तैयार माल में बदला जा रहा है और तैयार माल सीधे बाजार में जा रहा है इन्वेंट्री के खेद के गोदाम के गोदाम में कुछ भी नहीं है कच्चे माल की सूची के रूप में गोदाम में कुछ भी नहीं है वेयरहाउस में तैयार माल सूची के रूप में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वह स्थिति है जो आपको बहुत दिलचस्प लगती है और इसे हर कंपनी उस स्थिति के रूप में कह सकती है लेकिन उस स्थिति की सकारात्मकता के साथ साथ कुछ नकारात्मक भी हैं और नकारात्मक हमने देखा है कि यह कच्चे माल की उपलब्धता की कमी के कारण उत्पादन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है या इसमें स्टॉक आउट लागत भी हो सकती है जो हमें मिली है बाजार से कुछ असामान्य आदेश हम बाजार की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि हम गोदाम में तैयार माल की कोई सूची नहीं रखते हैं और अंततः हम उस अवसर को खो चुके हैं स्टॉक आउट कॉस्ट के रूप में हमें इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी तो इसका मतलब है कि हमें इन्वेंट्री रखनी होगी अंत में हमने फैसला किया है कि हमने यह समझ लिया है कि प्रत्येक फर्म को इन्वेंट्री रखना चाहिए और इन्वेंट्री महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति है पहली संपत्ति इन्वेंट्री पहली महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति है क्योंकि यह सभी मौजूदा परिसंपत्तियों की तुलना में कार्यशील पूंजी की कुल इन्वेंट्री की उच्चतम मात्रा का गठन करती है और एक और सीमा जिसे आप इन्वेंट्री के रूप में या अवगुण कह सकते हैं वह यह है कि यह कम से कम तरल संपत्ति है आप उस इन्वेंट्री को नकदी में तब और जब आप इसे या जब चाहें और जब चाहें फर्मों में बदल सकते हैं यह इन्वेंट्री की सबसे बड़ी सीमा है यदि आप एक इन्वेंट्री रखते हैं और इन्वेंट्री का स्तर न तो इष्टतम है और न ही बहुत ऊंचा है न ही बहुत कम है और अगर इन्वेंट्री का बहुत उच्च स्तर है और यदि आप उस इन्वेंट्री को नकदी में बदलना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं तुम यह नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेंट्री को बेचा नहीं जा सकता है और जब खरीदार विक्रेता इसे बाजार में बेचना चाहता है इन्वेंटरी बाजार में जाएगी बाजार में बेचा जाना संभव होगा यदि खरीदार इसे खरीदना चाहता है तो इसका मतलब है कि बाजार में कंपनी के उत्पाद की मांग है तो इसका मतलब है कि अगर कोई मांग है तो इन्वेंट्री बाजार में जा सकती है अन्यथा यह बाजार में नहीं जा सकता इसलिए अगर यह बाजार में नहीं जा सकता है तो हम एक अच्छा राजस्व अर्जित करने के बजाय अधिक मात्रा में इन्वेंट्री रख रहे हैं या हमारे लिए मुनाफा केवल लागत का एक बड़ा हिस्सा पैदा कर रहा है इसलिए हमें सीखना होगा कि एक महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति के रूप में इन्वेंट्री का प्रबंधन कैसे करें इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि विनिर्माण प्रक्रिया को देखते हुए हम जिस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं उस उत्पाद को देख रहे हैं या जिस उत्पाद का हम निर्माण कर रहे हैं उस प्रकार की मांग को देखते हुए हमें बाजार में मांग की आपूर्ति की स्थिति को देखना होगा इन्वेंट्री के रूप में कच्चे माल का इष्टतम स्तर इन्वेंट्री के रूप में WIP इन्वेंट्री अधिकार के रूप में तैयार माल उसके बाद हम देखेंगे कि यदि आप उस स्थिति में सभी स्तरों पर इन्वेंट्री के अधिकतम स्तर को बनाए रख रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि न तो यह लाभप्रदता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और न ही फर्म को उस लागत का भुगतान करना होगा जिसे स्टॉक आउट कॉस्ट कहा जाता है और न ही संयंत्र या उत्पादन प्रक्रिया को बाधित या कच्चे माल की चाह के साथ अटक जाना पड़ता है इसलिए हमें इसके बारे में सोचना होगा चूंकि यह कम से कम तरल है चूंकि यह कम से कम तरल है इसलिए जब हम किसी फर्म की तरलता प्रोफ़ाइल का अध्ययन करते हैं जब हम कार्यशील पूंजी प्रबंधन का अध्ययन करते समय किसी भी फर्म की तरलता प्रोफ़ाइल का निर्माण करते हैं तो आप देखते हैं कि हम 3 अनुपातों की गणना करते हैं 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुपात जो तरलता अनुपात के रूप में कहा जाता है पहला अनुपात वर्तमान अनुपात है दूसरा त्वरित अनुपात है और तीसरा सुपर अनुपात या नकदी अनुपात है तो वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात के अंतर में क्या है वर्तमान अनुपात में हम वर्तमान देनदारियों से विभाजित वर्तमान संपत्ति लेते हैं और हम वर्तमान अनुपात की गणना करते हैं जो हम कहते हैं कि यदि यह अनुपात 133 1 है तो यह उचित है इससे ज्यादा खराब है उससे कम जोखिम भरा है जब हम त्वरित अनुपात एसिड परीक्षण अनुपात त्वरित अनुपात की गणना करते हैं तो उस अनुपात में क्या अंतर होता है हम अंश में वर्तमान संपत्ति लेते हैं वर्तमान देनदारियों से विभाजित वर्तमान संपत्ति माइनस इन्वेंट्री इसलिए हम त्वरित अनुपात या एसिड परीक्षण अनुपात की गणना करते समय वर्तमान परिसंपत्तियों से इन्वेंट्री को घटा रहे हैं क्यों हम इन्वेंट्री को मौजूदा परिसंपत्तियों से घटा रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्री सबसे कम तरल संपत्ति है जब आप चाहें तब इन्वेंट्री को नकदी में परिवर्तित नहीं कर सकते मौजूदा संपत्तियों के मामले में यह सही नहीं है जैसे आप खाते की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं लेखा प्राप्य कुछ हद तक हो सकते हैं पूर्ण सीमा तक नहीं लेकिन कुछ हद तक नकदी में परिवर्तित हो सकते हैं और जब हम चाहते हैं कि वे अच्छी गुणवत्ता वाले प्राप्य हैं यदि वे खराब गुणवत्ता वाले हैं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता यदि वे अच्छी गुणवत्ता वाले प्राप्य हैं तो उन्हें नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है जब हम इसे चाहते हैं और यदि हम तीसरी संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो वह नकदी है यह पहले से ही नकद है इसलिए हमें नकदी के प्रबंधन को सीखना होगा क्योंकि नकदी का उच्च स्तर रखना भी अच्छा नहीं है यह भी खराब है तो हमें इन 2 संपत्तियों के बारे में भी सीखना होगा लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्राप्य या खातों को प्राप्य या व्यापार की प्राप्ति को नकद में परिवर्तित करना या नकद में क्रेडिट की बिक्री को इन्वेंट्री की तुलना में काफी संभव या आसान कहा जाता है कैसे देखें कि क्रेडिट सेल्स या अकाउंट रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में कब दिखाई देते हैं जब हम क्रेडिट पर बेचते हैं तो हमने सामग्री बेची है सामग्री को खरीदार को दे दिया है लेकिन हमें प्राप्तियां या विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है जो खरीदार से प्राप्त होने वाला है और उसने क्रेडिट पर फर्म से सामग्री खरीदी है वह राशि बाद की तारीख में प्राप्त की जाएगी और पूर्व निर्दिष्ट क्रेडिट अवधि है फर्म पूर्व निर्दिष्ट क्रेडिट अवधि के लिए बेचती हैं भारत में उनकी क्रेडिट अवधि 45 60 दिनों के बीच होती है इसलिए हमें उस अवधि के बारे में सोचना होगा उदाहरण के लिए कहें कि हमने 45 दिनों की क्रेडिट अवधि के लिए किसी को बेचा है इसका मतलब है बिक्री की तारीख से हम विक्रेता को 45 दिनों तक इंतजार करना होगा 45 वें दिन खरीदार को विक्रेता को भुगतान करना होता है एक इसी तरह खरीदार भी उस क्रेडिट अवधि से पहले भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उस क्रेडिट अवधि को विक्रेता द्वारा खरीदार को दिया गया है तो इसका मतलब है कि यह सवाल उठता है कि उन प्राप्तियों से नकद कैसे प्राप्त किया जा सकता है जो 45 दिनों के बाद नकद में उपलब्ध होने जा रहे हैं या उपलब्ध होने जा रहे हैं उदाहरण के लिए किसी भी फर्म को किसी भी तारीख को बेचता है और बेचने के बाद का मतलब है कि क्रेडिट अवधि 45 दिन है लेकिन विक्रेता से 45 दिनों की क्रेडिट अवधि पर सामग्री बेचने के बाद 5 दिनों के बाद बेचने का मतलब है बेचने वाली फर्म को धन की सही आवश्यकता है अब चूंकि उन्होंने इसे क्रेता को ऋण की अवधि के 45 दिनों के लिए बेच दिया है इसलिए वे खरीदार को तुरंत भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं जो कि बिक्री के बाद सिर्फ 5 दिन है क्योंकि अभी भी 40 और दिन की क्रेडिट अवधि है केवल 45 दिनों के बाद ही खरीदार को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है क्योंकि क्रेडिट अवधि समाप्त हो गई है लेकिन अगर बेचने वाली फर्म को 5 दिनों के बाद धन समायोजित करने की आवश्यकता होती है तो उनके पास नकदी प्राप्त करने के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं वे खरीदार से अनुरोध कर सकते हैं कि यदि आप 40 दिनों तक अपना भुगतान रोकते हैं तो हम आपको 2 3 4 की भारी छूट देंगे जो हम आपको देंगे इसलिए यदि आप 45 दिनों के बाद भुगतान करना चाहते हैं तो ठीक है कि आपको यह राशि हमें देनी होगी लेकिन यदि आप भुगतान कर सकते हैं तो आज की तारीख से 40 दिन पहले हम आपको 5 की छूट देंगे उस मामले में उदाहरण के लिए कहें कि अगर किसी को फर्म को 1 लाख रुपये का भुगतान करना है तो उस स्थिति में उसे कितना भुगतान करना है कि ९ ५००० रुपये का भुगतान करके या शायद ९ ०००० रुपये का भुगतान करके छूट १० हो तो खरीदार अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है और विक्रेता को भी धनराशि मिल रही है हालांकि उसे १०००० रुपये कम मिल रहे हैं फर्म हो रही है लेकिन उन्हें उस समय 90000 रुपये मिल रहे हैं जब वे यह चाहते हैं अगर ऐसा सही होता है तो इसका मतलब है कि कम से कम आप 1 लाख रुपये के अपेक्षित भुगतान के खिलाफ तरल नकदी प्राप्त कर सकते हैं आप तरल नकदी के रूप में 90000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं इसलिए प्राप्य को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है और जब हम चाहते हैं कि दूसरी पार्टी भी सहमत हो जाए लेकिन उदाहरण के लिए स्थिति यह उठती है कि दूसरा पक्ष सहमत नहीं है वे कहते हैं कि हमारे पास तरल नकदी नहीं है और हमें विक्रेता से 45 दिनों की अवधि के लिए क्रेडिट अवधि मिली है इसलिए निश्चित रूप से 45 वें दिन हम आपको 1 लाख रुपये का भुगतान करेंगे इससे पहले हम भुगतान नहीं करना चाहते हैं और हमारे पास भुगतान करने के लिए धन नहीं है विक्रेता मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने बिक्री के एक अनुबंध अनुबंध में प्रवेश किया है जो हां 45 दिनों की क्रेडिट अवधि है यह बहुत चालान है यह बिक्री है यह बिक्री की तारीख है यह खरीद की तारीख है और यह खरीदार द्वारा विक्रेता को भुगतान करने की नियत तारीख है समाप्त क्या विकल्प दूसरा विकल्प फिर विक्रेता को उन निधियों को वापस लेना होगा दूसरा विकल्प बैंक है विक्रेता उस चालान के साथ क्रेडिट बिक्री के उन बिलों के साथ जा सकता है जो उन्होंने दूसरी फर्म को बेच दिए हैं और क्रेडिट अवधि 45 दिन है 5 दिन तुरंत बिक्री के 5 दिनों बाद मतलब है अगर विक्रेता को धन की आवश्यकता है विक्रेता बैंक में जा सकता है और वे बैंक से अनुरोध कर सकते हैं कि देखो हमने इस दूसरी फर्म एक्सवाईजेड लिमिटेड को क्रेडिट पर इस राशि के लिए बेच दिया है यह भुगतान हमें 45 दिनों के बाद प्राप्त होने वाला है 5 दिन पहले ही व्यतीत हो चुके हैं फिर भी हमें 40 दिनों तक इंतजार करना होगा लेकिन हमें आज धन की आवश्यकता है इसलिए आप इन बिलों को अपने पास रखें हमें इसके खिलाफ कुछ राशि दें और नियत तारीख पर 45 दिनों की कुल अवधि के बाद या तो खरीदार सीधे आपको भुगतान करेगा हम उसे निर्देश देंगे या यदि वह हमें भुगतान करेगा तो हम उसे ब्याज सहित वापस कर देंगे अब बैंक विश्लेषण करेगा और उस खरीदार की गुणवत्ता या उन खातों की प्राप्य की गुणवत्ता को देखेगा जो प्राप्य खातों की गुणवत्ता है यदि प्राप्य खातों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है अगर खरीदार बाजार में बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग का आनंद ले रहा है तो बाजार में बहुत अच्छी वित्तीय प्रतिष्ठा बैंक निश्चित रूप से इसके बारे में जानेंगे इसलिए बैंक यह कहेगा कि अगर मैं आज इन बिलों में छूट देता हूं तो हमें पर्याप्त वित्तीय लाभ होने वाला है क्योंकि बैंक 2 तरह से शुल्क लेते हैं नंबर एक प्रशासनिक शुल्क या छूट शुल्क है जिसे आप इसे कह सकते हैं और दूसरी बात यह है कि वे उस अवधि के लिए ब्याज लेते हैं जिसके लिए बैंक द्वारा विक्रेता को धन उधार दिया जा रहा है तो अब कुल समयावधि 40 दिन है और चालान का मूल्य 1 लाख रुपये है बैंक कहेगा कि हां आम तौर पर भारत में नियम यह है कि यदि बैंक को प्राप्तियों की गुणवत्ता अच्छी है तो खरीदारों की गुणवत्ता खरीदारों की वित्तीय प्रतिष्ठा अच्छी है और क्रेडिट अवधि समाप्त होने के बाद खरीदार की तरफ से चूक की कोई संभावना नहीं है इसलिए बैंक इस बात पर सहमत होगा कि यह एक अच्छा निवेश है तो बैंक कहेगा कि हां सामान्यतः भारत में प्रतिशत दर 80 है यदि वे वित्तीय प्रतिष्ठा खरीदार की विश्वसनीयता को वांछित स्तर तक स्वीकार करते हैं तो बैंक बिलों क्रेडिट बिक्री बिलों को 80 की सीमा तक छूट देते हैं इसलिए वे तुरंत सहमत होंगे कि ठीक है हम इन बिलों को छूट देंगे हम आपके पास इनवॉइस को एक शर्त के रूप में रखेंगे जिसे आप गारंटी के रूप में कह सकते हैं और हम तुरंत 1 लाख रुपये के इस चालान के खिलाफ आपको 80000 दे सकते हैं तो फर्म तुरंत मिल जाएगी नकदी के रूप में कम से कम 80000 उपलब्ध है देय तिथि पर शेष 20000 के लिए जब भुगतान खरीदार द्वारा सीधे बैंक को किया जाएगा या विक्रेता और विक्रेता इसे बैंक में जमा करेंगे बैंक को पूरे 1 लाख रुपये मिलेंगे और उस 1 लाख रुपये में से बैंक ने पहले ही विक्रेता को 80000 रुपये का भुगतान कर दिया है इसलिए बैंक उस अग्रिम के लिए समायोजित करेगा और अब 20000 रुपये के लिए बैंक पहले उस 80000 रुपये के ब्याज की गणना करेगा जो बैंक द्वारा विक्रेता को दिया गया था 40 दिन पहले और उस पर पहले से सहमत तारीख के साथ साथ प्रशासनिक शुल्क और कुछ कमीशन बैंक इस तरह की सेवाएं देने के लिए ब्याज लेते हैं इसलिए उदाहरण के लिए कुल ब्याज के साथ साथ बैंक के प्रशासनिक शुल्क 10000 रु इसलिए शेष 20000 रुपये में से बैंक अभी भी हमें 40 दिनों तक इंतजार करना होगा बैंक 10000 रुपये काटेगा और 10000 रुपये अधिक बिक्री फर्मों को दिए जाएंगे तो इस तरह से भी जैसा कि हम इस बारे में बात कर रहे थे कि फर्म सेलिंग फर्म को छूट दे रही है या खरीद फर्म को 10 की दर से छूट देने का प्रस्ताव दे रही है तो उस स्थिति में भी विक्रेता को 90000 रुपये मिलने वाले थे इस मामले में भी विक्रेता के पास कुल 90000 रु तो इसका मतलब है कि बैंक फर्म बेचने वाली फर्मों के बचाव में आते हैं जब वे चाहते हैं या वे अपने खातों की रसीदों को नकदी में बदलना चाहते हैं इसलिए वर्तमान परिसंपत्तियों को तरल करने की काफी पर्याप्त या अच्छी संभावना है जो क्रेडिट बिक्री या खातों की प्राप्ति के रूप में हैं तो खाते प्राप्य भी नकदी में परिवर्तनीय हैं यदि वे अच्छी गुणवत्ता वर्तमान संपत्ति के हैं कैश पहले से ही कैश है लेकिन इन्वेंट्री के मामले में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है इन्वेंट्री को इन्वेंट्री के रूप में रखा जाना चाहिए और अधिकतम हम यह कर सकते हैं कि यदि हम सक्षम हैं तो हम बाजार में इस इन्वेंट्री को बेचना चाहते हैं और यदि फर्म को बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद नहीं मिलता है या फर्म का उत्पाद एक स्वागत योग्य उत्पाद नहीं है बाजार तो क्या होगा कुछ खरीदार फर्म से उत्पाद खरीद लेंगे लेकिन क्रेडिट पर तो फर्म अधिकतम क्या कर सकता है उस मामले में फर्म बेचना उस एक परिसंपत्ति को परिवर्तित कर रहा है जो कि क्रेडिट बिक्री में इन्वेंट्री है प्राप्य खातों में लेकिन नकदी में नहीं या नकदी में नहीं इसलिए इन्वेंट्री क्रेडिट बिक्री में प्राप्य खातों में परिवर्तित हो जाती है एक परिसंपत्ति दूसरी परिसंपत्ति में लेकिन नकदी में नहीं लिहाजा लिक्विडिटी लिक्विडिटी सबसे कम है इसलिए इन्वेंट्री का प्रबंधन करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा इन्वेंट्री का प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि यह पहली संपत्ति है सबसे बड़ी संपत्ति है सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें यह सोचना होगा कि इन्वेंट्री को कैसे रखा जाए इसे रखने के लिए कितना इन्वेंट्री है सभी 3 स्तरों और इसे कैसे प्रबंधित करें ताकि फर्म इन्वेंट्री में अधिक फंड को ब्लॉक न करें इसी तरह इन्वेंट्री के प्रबंधन की लागत भी यथासंभव कम रहती है उत्पादन प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाया गया है यह भी चलता है और बाजार में जब भी फर्म के उत्पाद की मांग होती है तब भी सेवा दी जाती है इसलिए हमें इन्वेंट्री का प्रबंधन करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा तो 3 परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति हम 3 महत्वपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं इन्वेंट्री सबसे गंभीर प्रकार की संपत्ति है जिसके बारे में हमें सोचना होगा क्योंकि धन का बड़ा हिस्सा इन्वेंट्री में अवरुद्ध होने वाला है यदि आप सूची को निर्धारित स्तर से परे रखते हैं प्राप्तकर्ताओं को नकद में परिवर्तनीय भुगतान के लिए खरीदारों को छूट देने के लिए या बैंक के साथ उन क्रेडिट बिक्री बिलों को छूट देकर परिवर्तित किया जाता है इस प्रक्रिया में मैंने अभी आपको बताया था और उस प्रक्रिया को भारत में बैंकों द्वारा दी जाने वाली बिल छूट सुविधा के रूप में कहा जाता है और यह एक बहुत ही लोकप्रिय सुविधा है जो इस सुविधा का बहुत बार उपयोग करती है और बहुत कहने पर आप इसे वृद्धि कह सकते हैं स्तर इसलिए इन्वेंट्री के मामले में हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इन्वेंट्री में लॉक किया गया निवेश बहुत अधिक है और हमें इस बारे में सोचना होगा कि अगर इस इन्वेंट्री को ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि यह बड़े वित्तीय तनाव में हो सकता है और आप उस स्थिति के इर्द गिर्द दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं जिस दौर में हम निर्माण कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार में मांग बढ़ेगी बहुत सारे खर्च होते हैं ले जाने की लागत वहाँ है लागत पकड़े हुए है रखरखाव की लागत है और तैयार माल सूची को संचय करने में सबसे बड़ी लागत अप्रचलन लागत की है हम आज लाइन के नीचे 3 महीने की मांग की प्रत्याशा में निर्माण कर रहे हैं लेकिन 3 महीने बाद हमने देखा कि बाजार में प्रतियोगियों अन्य उत्पादों के कारण आपके उत्पाद की कोई मांग नहीं है लोगों के स्वाद में बदलाव कुछ नए उत्पाद हैं या कुछ नए विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं समायोजन सूची जो हमारे साथ वहां है जो अप्रचलित हो जाएगी तो अप्रचलन का खतरा बहुत बड़ा खतरा है या यह बहुत बड़ा खतरा है तो हमें उस बारे में भी सोचना होगा तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि इन्वेंट्री का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और हमें इन सभी परिसंपत्तियों के प्रबंधन को एक एक करके सीखना होगा लेकिन हम इन्वेंट्री प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पहले हम इन्वेंट्री के साथ सीखते हैं फिर हम दूसरे के बारे में बात करेंगे संपत्ति तो इसका मतलब आखिरकार हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ कहेंगे कि इन्वेंट्री को कच्चे माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है प्रक्रिया में काम किया जा सकता है तैयार माल और आपूर्ति वस्तुतः सभी व्यावसायिक कार्यों का एक अनिवार्य हिस्सा है सभी व्यावसायिक कार्यों का आवश्यक हिस्सा है आप आविष्कारों से बच नहीं सकते आपको आविष्कारों को सहन करना होगा इन्वेंटरी स्तर बिक्री पर बहुत निर्भर करता है जैसा कि प्राप्य खातों के साथ होता है इन्वेंट्री का स्तर बिक्री पर बहुत निर्भर करता है जैसा कि खातों की प्राप्ति के मामले में होता है क्योंकि यदि आप बाजार में अधिक बिक्री करने जा रहे हैं तो आपके पास इन्वेंट्री का निम्न स्तर होगा क्योंकि एक इन्वेंट्री है लेकिन यह तेजी से आगे बढ़ रहा है यदि हमारा उत्पाद बाजार में गर्म केक की तरह बिक रहा है तो एक सूची है लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन अगर बाजार में किसी कंपनी के उत्पाद की बिक्री में कमी है तो उस स्थिति में क्या होगा इन्वेंटरी नहीं चलेगी इसलिए आप उत्पादन प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं लेकिन यहां क्या हो रहा है आप निर्माण कर रहे हैं और यह गोदाम में जा रहा है तो क्या हो रहा है आपकी सूची बढ़ रही है और जब इन्वेंट्री बाजार में जाने के बजाय बढ़ रही है अगर यह गोदाम में जा रहा है तो यह बहुत दयनीय स्थिति है हमें इस स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए जैसा कि ऐसा है और यह प्राप्य के साथ भी होता है क्योंकि जब बाजार में बिक्री होती है तो हम एक और संपत्ति भी बनाते हैं जो प्राप्य है लेकिन उस समय आंशिक रूप से हम इसे क्रेडिट पर बेचते हैं और आंशिक रूप से हम नकदी पर बेचते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह उतना बुरा नहीं है जितना कि इन्वेंट्री के मामले में है यदि आप उत्पादन कर रहे हैं लेकिन आप इसे बाजार में समान गति से नहीं बेच पा रहे हैं तो इन्वेंट्री बढ़नी शुरू हो जाएगी और बढ़ते इन्वेंट्री एक बड़ा खतरा पैदा करने वाली है या फर्म की निरंतरता के अस्तित्व के लिए हालांकि जबकि बिक्री के बाद प्राप्तियों का निर्माण किया गया है बिक्री से पहले इन्वेंटरी का अधिग्रहण किया जाना चाहिए इसलिए वे दोनों एक अजीब स्थिति हैं पहले आपको यह अनुमान लगाना होगा कि आने वाले समय में आप बाजार में कितना बेचने वाले हैं तदनुसार आपको इन्वेंट्री का अधिग्रहण करना होगा इसलिए आप बाजार में अपेक्षित बिक्री के अनुसार इन्वेंट्री का अधिग्रहण करते हैं लेकिन बिक्री का आंकड़ा कहीं खो गया है कि हमने बिक्री को बढ़ा चढ़ा कर बताया है या उन लोगों के लिए विकल्प की उपलब्धता के कारण हमने बिक्री खो दी है या हम जो कुछ भी उम्मीद करते हैं या सोचते हैं वह उस बाजार में होगा जो बाजार में ऐसा नहीं हुआ कच्चे माल की आपकी अधिग्रहित सूची को तैयार उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाएगा लेकिन उस तैयार उत्पाद को बिक्री या खातों में परिवर्तित करने के बजाय प्राप्य वस्तुओं को तैयार माल की सूची में बदल दिया जाएगा यह अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति है ताकि फर्म में आने की अनुमति न दी जाए यह एक महत्वपूर्ण अंतर है और लक्ष्य इन्वेंट्री स्तर स्थापित करने से पहले बिक्री की भविष्यवाणी की आवश्यकता है जो इन्वेंट्री प्रबंधन को एक मुश्किल काम बनाता है इसलिए बिक्री का पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है अंत में बेचना महत्वपूर्ण है और भंडारण भी पूर्वानुमान और बाजार में हमारी बिक्री या बिक्री गतिविधि पर निर्भर करता है तो यह एक सतत प्रक्रिया है हम सबसे पहले उस पिछड़ी प्रक्रिया का पालन करते हैं जो पहले हम उस बिक्री का अनुमान लगाते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं फिर हम पिछड़ जाते हैं कि हम कच्चा माल खरीदते हैं फिर हम विनिर्माण प्रक्रिया के लिए जाते हैं फिर विनिर्माण प्रक्रिया से यह बाजार में जाता है और इन्वेंट्री का हिस्सा गोदाम में जाता है और अंत में हमारा उद्देश्य है कि कुल उत्पादन जो हमने तैयार उत्पादों से बनाया है जो बाजार में जाना चाहिए हम उम्मीद करते हैं कि इसे नकदी पर जाना चाहिए लेकिन आंशिक रूप से जब यह क्रेडिट पर जाता है तो यह फर्म के लिए राहत का एक बड़ा शर्म है क्योंकि अंत में हम इसे बाजार में बेचने में सक्षम हैं नकद बिक्री नकद बिक्री है लेकिन यहां तक कि क्रेडिट बिक्री भी अच्छी बिक्री है और उन्हें बाद की तारीख में भी पुनर्प्राप्त किया जाएगा लेकिन इन्वेंट्री को संग्रहीत करना स्थिति नहीं होनी चाहिए और फर्म को इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए तो यह सिर्फ इन्वेंट्री प्रक्रिया के प्रबंधन की शुरुआत है और इसके बारे में और अधिक है कि इन्वेंट्री को कैसे प्रबंधित किया जाए इन्वेंट्री को प्रबंधित करने का महत्व क्या है इन्वेंट्री के प्रबंधन के बारे में कैसे कहा जाए मैं आपके साथ अगली कक्षा में इन सभी चीजों पर चर्चा करूंगा